ठीक है तो चलिए आज के लिए नई सामग्री पर चलते हैं मुझे केवल एक और बिंदु का उल्लेख करना चाहिए इसलिए हमने जिन विभिन्न ऑपरेशन पर ध्यान दिया है यही कारण है कि हम इसे दोहरा रहे हैं क्योंकि इन्हीं ऑपरेशन में से एक है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं एक टाइम शिफ्टिंग है टाइम शिफ्टिंग कहती है कि आप अपना टाइम एक्सेस nn± N0 में बदलने जा रहे हैं जिसमें N0 पूर्णांक है दूसरा टाइम स्केलिंग है जहां हम परिभाषित करते हैं एक नया सूचकांक n एक बार हम अंकन में यह वास्तव में n के रूप में आएगा लेकिन इसे एक नए सूचकांक के रूप में सोचें जो कि n' है यह nMLn M L पूर्णांक है इसलिए मैं सूचकांक का एक तर्कसंगत परिवर्तन कर सकता हूं जो कि ML होगा और निश्चित रूप से तीसरा टाइम रिवर्सल है जहां हमने कहा था कि एक नया सूचकांक −n ठीक है जो टाइम रिवर्सल है और ये 3 बुनियादी ऑपरेशन हैं जो हम विशेष रूप से उस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जो हमें सेंपलिंग रेट में एक पूर्णांक परिवर्तन देता है फिर से मैं यह मान रहा हूं कि यह ऐसी सामग्री है जिसे आपने पहले देखा होगा लेकिन फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे लिए अच्छा है कि हम इसके साथ सहज हैंइसलिए टाइम स्केलिंग एक सीक्वेंस 1 2 3 4 5 4 3 2 1 को देखते हुए हम टाइम स्केल संस्करण y1nx 2nमें रुचि रखते हैं ML को याद रखें इस मामले में L 1 M 2 इसलिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपने मूल्य को 2n के मूल्य के साथ लिखें और उसके बाद आपको पता चलता है कि x 2n का मूल्य क्या है अतः 0 से लेकर 0 तक के सूचकांक यह x 0 होगा 1 से 2 का संबंध x 2 होगा तो नए सीक्वेंस में इसका मतलब है कि x 1 गिरा दिया गया है इसलिए यह सैंपल गिरा इसलिए 0 मौजूद है सैंपल नंबर 2 मौजूद है लेकिन उनका सीक्वेंस अब अलग हो गया है तो यह 0 और 1 हो जाता है इसलिए यह नया समय सूचकांक है इसलिए मूल रूप से हम डाउन स्केलिंग या टाइम स्केलिंग के मामले में कमी कर रहे हैं इसलिए मूल रूप से हमने इसे x 2n कहा है जो तब हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि हर दूसरे सैंपलको हटा दिया गया है और शेष सैंपल्स मौजूद हैं ठीक इसलिए x2n आप इसे कभी कभी कंप्रेशन भी कह सकते हैं क्योंकि आप सैंपलो की संख्या कम कर रहे हैं और इसे ही टाइम कंप्रेशन भी कहा जाता है टाइम स्केलिंग शब्दावली में इसे कहा जाता है कंप्रेशन अब कंप्रेशन का समकक्ष फिर से कंप्रेशन मूल रूप से कहता है कि मैं अपने मूल सीक्वेंस से कुछ सैंपल निकाल रहा हूं अब क्या इसके साथ कोई जोखिम है इसका उत्तर बहुत ही हाँ है और जोखिम यह है कि अगर कोई अंतर्निहित तरंग थी जिसे आपने कुछ सैंपल फेंक कर सैंपल किया था तो यह मूल रूप से इसे कम दर पर सैंपल लेने जैसा है जिसका अर्थ है कि आपने न्यूक्विस्ट मानदंड का उल्लंघन किया है तो यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप थोड़ा सावधान रहना चाहते हैं फिर वह जगह जहां डाउनसेंपलिंग है यह उन महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिन्हें हम डाउनस्मैपलिंग के साथ ध्यान में रखना चाहेंगे आपको उस दर से नीचे नहीं जाना चाहिए जहां आप अपने सिग्नल में एलियासिंग का परिचय देंगे लेकिन हम इसे हमारे लिए उपलब्ध उपकरणों में से एक के रूप में रखना चाहेंगे दूसरी ओर टाइम एक्सपेंशन टाइम कंप्रेशन अन्य एक टाइम एक्सपेंशन है यह निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है y2 nxn3 n0 ±3±6 0 अन्यथा तो यहाँ हमारेटाइम की स्केलिंग में M 1 L 3 है सामान्य स्थिति में यह होगा n n0± L ±2L और 0 अन्यथा इसलिए यदि आप फिर से दूसरे केस को पसंद करते हैं जहां आप कहेंगे n3और x n3 तो यह 0 0 x 0 और 31 x 1 होगा इसलिए उन सूचकांकों का क्या होता है बीच में उन्हें 0 के रूप में लेबल किया जाता है इसलिए यह नया क्रम y2n होगा यह नया सीक्वेंस होगा और यह एक ऐसा क्रम है जहां 0 मूल्यवान सैंपल हैं जो एक्सप्रेशन में इंटरड किए गए हैं ठीक है तो सैंपलो के हर सेट के बीच आपके पास L 1 शून्य होगा यदि L अपस्मैपलिंग है तो सामान्य स्थिति में यदि आपके पास y2n x nL है तो आप इस नमूने के हर सेट के बीच L − 1 शून्य तक ले जाएंगे फिर से आप इस से परिचित हैं बस संकेतन को ताज़ा करना चाहते थे जिसका अर्थ है कि हम सैंपलो के बीच के कंप्रेशन एक्सपेंशन विस्तार भाग से ठीक है तो यह कमोबेश यह कहने के चरण को ठीक करता है कि हम कंप्रेशन और एक्सपेंशन की मूल टाइम डोमेनप्रक्रिया को समझते हैं अब हम इसे वहाँ से कैसे लेते हैं एक पूरा उपकरण बनने के लिए जिसके साथ हम काम कर सकते हैं इसलिए हम पहले से ही अब तक जो कुछ भी देख चुके हैं उसके आधार पर इसलिए मुझे केवल एक प्रश्न पूछना चाहिए और फिर उस के औपचारिक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पर आगे बढ़ना चाहिए इसलिए एक्सपेंशन सैंपल रेट एक्सपेंशन मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं पहला अवलोकन है एक्सपेंशन मूल रूप से शून्य डाला दाहिनी ओर से डाला गया शून्य है तो जानकारी का कोई नुकसान नहीं है जानकारी का कोई नुकसान नहीं है आप सहमत हैं मैं एक्सपेंशन प्रक्रिया में जानकारी नहीं खो सकता हालांकि अगर मेरे पास कंप्रेशन है तो जानकारी के नुकसान की संभावना है क्योंकि मैं खोए हुए सैंपलो को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम हो सकता हूं या नहीं क्या मैं सही हूँ जानकारी के नुकसान जानकारी के संभावित नुकसान की संभावना क्या यह हमेशा सच है कि मैं जानकारी खो रहा हूं मैं कब जानकारी नहीं खोऊंगा यदि डाउनस्प्ले सिग्नल को अभी भी पर्याप्त संख्या में सैंपल मिले हैं तो जानकारी जो एक सही अवलोकन है तो मूल रूप से मैं सैंपल रेट 1 के साथ डिस्क्रीट टाइम से गया सैंपलिंग रेट 2 पर डिस्क्रीट टाइम करने के लिए जहां सैंपल रेट 2 सैंपल रेट 1 की तुलना में छोटा था जिसका मूल रूप से मतलब है कि मैंने जानकारी क्यों नहीं खोई क्योंकि डिस्क्रीट टाइम 1 से मैं कंटीन्यूअस टाइम मे जा सकता था किसी भी जानकारी के नुकसान के बिना और वहां से डिस्क्रीट टाइम 2 पर जा सकता हूं आप इसे एक रीसैंपलिंग प्रक्रिया के रूप में सोच सकते हैं अब निश्चित रूप से इस दूसरे चरण में अगर आपने एंटी अलियासिंग का ध्यान नहीं रखा है तो आपने अलियासिंग की शुरुआत की हो सकती है और इसलिए आपको पता है कि आपने जो भी किया है उस पर सभी दांव बंद हैं लेकिन कंप्रेशन जानकारी खो सकती है केवल उसी समय यह जानकारी नहीं खो सकती है कि यदि आपने की न्यूक्विस्ट दर को बनाए रखा है और दूसरा भी बनाए रखता है तो भी न्यूक्विस्ट संतुष्ट है इसलिए यदि DT1 और DT 2 दोनों न्यूक्विस्ट मानदंड को पूरा करते हैं तो जानकारी का कोई नुकसान नहीं है अन्यथा ठीक है न्यूक्विस्ट तब सूचना का कोई नुकसान नहीं होगा दूसरी ओर निश्चित रूप से एक्सपेंशन का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि मैंने कोई सैंपल नहीं खोया है इसका प्रतिरूप क्या है मेरे पास सैंपल रेट 1 पर डिस्क्रीट टाइम थायह भी कल्पना कर सकते हैं कि 2 बार 2 के सैंपल के समय को अलग करने के लिए कंटीन्यूअस टाइम के लिए आगे बढ़ रहा है और यह माध्यम से है और आप यहां से यहां तक अप सैंपलिंग राइट अप सैंपलिंगright up sampling की प्रक्रिया के माध्यम से यहां से जा सकते हैं फिर हम विस्तार करेंगे और एक्सपेंशन और अपसैंपलिंग या इंटरपोलेशन के बीच क्या अंतर है हम इसका विस्तार करेंगे इसलिए यह प्रभावी रूप से कह रहा है कि मेरे पास एक सैंपलिंग अवधि Ts के साथ ठीक है जो मैंने कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को फिर से संगठित करने के लिए उपयोग किया था अब मैं इसे Ts पर फिर रिसैंपल शुरू करने जा रहा हूं जो कि TsL पर है ठीक यह मानते हुए कि मेरे मूल सैंपल की दर में कोई अंतर नहीं था तब निश्चित रूप से हाई सैंपलिंग रेट में एलियासिंग नहीं होगा क्योंकि आप इसे उच्च दर पर सैंपलिंग कर रहे हैं इसलिए स्पष्ट रूप से जानकारी का कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आपको चाहिए कि यदि आप मूल डिस्क्रीट टाइम के सैंपल के साथ पुनर्निर्माण कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से नए सैंपलो के साथ पुनर्निर्माण कर पाएंगे तो अवलोकन यह है कि एक्सपेंशन की जानकारी का कोई नुकसान नहीं गारंटी के सा कंप्रेशन इंफॉर्मेशन का एक संभावित नुकसान है हमें बस सावधान रहने की जरूरत है कि हम उस स्थिति में न भागें अब मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है लेकिन मूल रूप से यह मल्टीरेट में हमारा प्रवेश बिंदु है तो हम एक अपसैंपलिंगफैक्टर के साथ लिखे गए अप ऐरो के साथ एक वर्गाकार बॉक्स या आयताकार बॉक्स द्वारा दर्शाया गया अपसैंपलेर या एक्सपेंशनब्लॉक लेंगे अब यह पूर्णांक कारक द्वारा सैंपल दर में वृद्धि है और पूर्णांक कारक L के बराबर है ठीक इससे मैं अपसैंपलिंग करता हूं तो संकेतन यह होगा कि यह x n है यह x E n है जहाँ E विस्तारित संस्करण के लिए है उच्च सैंपलिंग रेटऔर टाइम डोमेन के संदर्भ में अभिव्यक्ति जो हमने पहले ही इसका वर्णन किया है हमें बस इसे लिख दें यह L द्वारा n के x के बराबर है यदि n 0 के बराबर है और L के बराबर है और 2L के बराबर है और अन्यथा इसी प्रकार 0 के बराबर है इसी प्रकार 0 के बराबर है ठीक है यह मेरा अपसैंपलर या मेरे संकेत का मेरा विस्तारक है फिर से जानकारी का कोई नुकसान नहीं है क्योंकि मूल अनुक्रम संरक्षित है ठीक है अब बहुत महत्वपूर्ण है कि अब मैं इसे फ़्रीक्वेंसी डोमेन में देखता हूं इसलिए अगले कुछ मिनट हम फ़्रीक्वेंसी डोमेन प्रतिनिधित्व प्राप्त करना चाहेंगे और कृपया साथ में चलेंगे क्योंकि नोटेशन और एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए हम फ़्रीक्वेंसी डोमेन या Z ट्रांसफ़ॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं Z ट्रांसफॉर्म यदि मैं यूनिट सर्कल पर इसका मूल्यांकन करता हूं तो मुझे ट्रांसफ़ॉर्मेशन के माध्यम से फ़्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र की आवृत्ति प्रतिक्रिया मिलती है इसलिए मैं इसे Z ट्रांसफॉर्म xEn ∞ ∞xEnZ nके संदर्भ में लिखूंगा यह Z ट्रांसफॉर्म की मानक परिभाषा है अब मैं इसे लिख सकता हूं कि यदि निम्नलिखित स्थिति कृपया n ∞ से ∞ तक का पालन करें लेकिन मैं कंडीशन थोपने जा रहा हूं कि n L का एक गुणक है क्योंकि वे केवल नॉनजेरो के सैंपल XE n हैं तो सामान्यता के नुकसान के बिना मैं योग के सूचकांक पर एक बाधा डाल सकता हूं कि यह xEn ∞ ∞xEnZ nठीक है आशा है कि आप इसके साथ सहज हैं एक शर्त लगाई है जो सामान्यता के संदर्भ में किसी भी चीज का उल्लंघन नहीं करती है इसलिए कभी भी आप किसी ऐसी चीज को थोपना चाहते हैं जो कि एक से अधिक L हो तो चरों का परिवर्तन करना बेहतर होता है तो n kL हम कहते हैं कि यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो यह योग अब n ∞ ∞xEkLZ kL के रूप में फिर से लिखा जाता है जहाँ भी n है मैं इसे kL और k −∞से ∞ से बदलने जा रहा हूँ क्योंकि तब L के सभी गुणक मेरे लिए कैप्चर होंगे जो मौजूद हैं अब XEkLxk तो यह कुछ भी नहीं है लेकिनn ∞ ∞xEkZ kL और अपनी मूल परिभाषा पर वापस जा रहे हैं X n ∞ ∞xnZ n इसे दिया अब हम कह सकते हैं कि XE की तुलना 1 और 2 अभिव्यक्ति 1 और 2 से हम कहते हैं कि XE X ठीक है बहुत कॉम्पैक्ट अभिव्यक्ति यह वास्तव में हमें एक ज़बरदस्त उपकरण देता है जिसके साथ काम करने के लिए एक अंतर्दृष्टि यही वह है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करना और निर्माण करना चाहते हैं तो आशा है कि यह सीधी व्युत्पत्ति मुझे यकीन है कि आपने इसे पहले किया होगा लेकिन अंतर्दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है तो अभिव्यक्ति यह है कि XE X अगर मैं इसेre फूरियर ट्रांसफॉर्म में लिख रहा था तो xE X ejωL अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न e jωएक पीरियोडिक फंक्शन है हाँ यह पीरियोडिक ω में है पीरियड 2 π के बराबर है उसीटोकन सेejωLपीरियोडिक है ω में क्योंकि आपने एक पूर्णांक कारक से सिर्फ गुणा किया है आवधिक गुणों को प्रभावित नहीं करता है यह 2L के बराबर अवधि के साथ मान्य है तो फ़ंक्शन की अवधि सिकुड़ गई है या दूसरे शब्दों में अंतर्निहित फ़ंक्शन ej की प्रॉपर्टी के संदर्भ में एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव ठीक है तो इसका क्या मतलब है और हम इसे कैसे समझते हैं तो हम टाइमडोमेन को समझ गए हैं विस्तार के साथ क्या होता है अब फ्रीक्वेंसी डोमेन व्याख्या समान रूप से महत्वपूर्ण है ठीक है तो चलिए मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं जो हमारी मदद करेगा यह मानते हुए कि X के लिए यह मेरी अभिव्यक्ति है यह π से π तक है और इसे एक स्पेक्ट्रम मिला है जो सिमिट्रिक नहीं है इसलिए इसका मतलब है कि x n कॉम्प्लेक्स है फिर भी यह एक अच्छी तरह से परिभाषित डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है जिसके लिए स्पेक्ट्रम इस तरह दिखता है इसलिए मैंने अब 5 L 5 के एक कारक द्वारा अपसम्पलिंग या विस्तार किया है यह मेरे स्पेक्ट्रम के लिए क्या करता है तो मूल रूप से मुझे जो करने की आवश्यकता होगी वह यह है कि यदि कोई आवृत्ति या ओमेगा 25 के बराबर है तो ωL 5ω के बराबर होगा जो 2 होगा तो जो कुछ भी 2 π में था 25 के लिए माइग्रेट करेगा जो कि मेरे विस्तारित सिग्नल के लिए है क्योंकि 5 के कारक के स्केलिंग के कारण यह वह जगह है जहाँ यह जाने वाला है जो भी 4 में हुआ जो कुछ भी था 4 π पर 45आता है और अंत में आप पाएंगे कि एक ऐसा क्या हुआ है जहाँ तक स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन का संबंध है कि आप X के स्पेक्ट्रम के बारे में सोच सकते हैं आप सभी ने आवृत्ति अक्ष को बदल दिया था तो आपने अभी कहा ठीक है यह अब नहीं है यह 5 होने जा रहा है यह अब 2 π नहीं है यह 25 होने जा रहा है इसलिए मूल रूप से आपने जो किया वह सिर्फ आवृत्ति अक्ष का रीस्केलिंग था ठीक है तो अपसैंपिंग वाला भाग बहुत बहुत सीधा है यह सिर्फ इतना कहता है कि आपने जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस का रीस्केलिंग किया था वह फिर से बहुत आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है क्योंकि हमने कहा था कि हमने यह अवलोकन नहीं किया है कि पीरियोडीसिटी अब एक कारक द्वारा मोड़ने वाली है L की क्या यह सच है हां अब स्पेक्ट्रम आवधिक 25 की अवधि के साथ पीरियोडिक दिखता है फ्रीक्वेंसी के स्केलिंग के अलावा और कुछ नहीं हुआ है मूल रूप से आपको सारी जानकारी मिल गई है जानकारी सम्मिलित है बस आपके पास मूल सिग्नल की कई प्रतियां हैं ठीक है तो अवलोकन अगर मैं L के एक कारक द्वारा एक अपसेंपलिंग कर रहा हूं L के एक कारक द्वारा विस्तार इसका मतलब है कि 2 2L पर मैप किए गए हैं इसलिए जब तक आपको 2 तक नहीं मिल जाता हैं तब तक आपको L 1 अतिरिक्त प्रतियां मिलेंगी स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रम की अतिरिक्त प्रतियां ठीक है तो हम शायद इसे यहाँ इंगित भी कर सकते हैं यह कॉपी नंबर 0 है यही वह मूल है जिसे स्पेक्ट्रल के संदर्भ में छोटा कर दिया गया है यह कॉपी नंबर 1 अतिरिक्त कॉपी नंबर 1 अतिरिक्त कॉपी नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 है और उसके बाद पीरियोडीसिटी ठीक है इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि मुझे संकेत में जानकारी के संदर्भ में इसे देखना है तो क्या मुझे प्रतियां नंबर 1 2 3 4 की आवश्यकता है इसका जवाब नहीं है क्योंकि वे सिग्नल नंबर 1 की सटीक प्रतिकृतियां हैं इसलिए आप क्या करने की प्रक्रिया को अनुमति देंगे निकालने के लिए है और मैं कैसे निकालूंगा उन मैं एक लो पास फिल्टर लागू करूंगा जो 5 से 5 तक जाएगा और मूल रूप से 2 स्पेक्टर तक बाकी स्पेक्ट्रा को हटा देगा अगर मैं फ़िल्टरिंग की प्रक्रिया के माध्यम से हटा दिया अवांछित स्पेक्ट्रा तो मैं विज़ुअलाइज़ेशन के संदर्भ में क्या मिलता है अब मेरे पास L के एक फैक्टरक्द्वारा अपसेंपलिंग है जिसके बाद एक लो पास फिल्टर है मुझे इसे एक आइडियल लो पास फिल्टर के रूप में कहते हैं इसका मतलब है कि इसे एक ईंट की दीवार प्रतिक्रिया मिली है कटऑफ आवृत्ति L है अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं क्या हासिल करूंगा अगर मूल स्पेक्ट्रम में से इस तरह का प्रतिनिधित्व होता तो 2 की अवधि मूल रूप से यह न्यूक्विस्ट सैंपल संकेत के रूप में कम थी मैंने जो किया वह निम्न होगा अगर मैंने 5 और फैक्टर से अपसेंपलिंग की होती तो 5 और −5 तक सिकुड़ जाती 4 अतिरिक्त प्रतियाँ होतीं लेकिन वे हटा दी गईं और जो मेरे पास शेष हैं 2 की अवधि के साथ पुनरावृत्ति है ठीक है इसलिए मैंने स्पेक्ट्रम की प्रतियों के बीच एक अंतर बनाया है अब यह ठीक वैसी ही बात है जैसा कि अगर आपने मूल बैंड सीमित सिग्नल लिया होता और इसे न्यूक्विस्टसे 5 गुना अधिक पर सैंपल लिया होता क्योंकि क्या होता है जब आपने इसे न्यूक्विस्ट में सैंपल किया है तो आपको स्पेक्ट्रम π से तक मिलता है इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि यहΩs है यह अभी Ωs2 होगा लेकिन यदि यह Ωs आपकी नई आवृत्ति है तो यह है क्योंकि 5 गुना अधिक है यह Ωs10 ठीक होगा क्योंकि 5 गुना अधिक है यह होना चाहिए और यह होगा Ωs10 इसलिए ओवर सैंपलिंग बहुत ही स्वाभाविक रूप से आती है ओवर सैंपलिंग की हमारी सहज समझ तभी आती है जब आपके पास एक्सप्रेशन में शामिल लो पास फिल्टर हो तो इन दोनों का संयोजन जिसे हम इंटरपोलेशन कहते हैं इंटरपोलेशन एक उच्च दर पर सेंपलिंग के समान है आपके पास अब पूर्ण शून्य मूल्यवान सैंपल नहीं है सभी में नॉनजेरो सैंपल हैं और वे न्यूक्विस्ट दर की तुलना में उच्च सैंपलिंग दर पर हैं और इसलिए आपको यह मिलता है इसलिए हम यहां रुकेंगे लेकिन फिर से कम्प्रेशन ऑपरेशन के प्रतिनिधित्व के लिए तत्पर रहेंगे इसी अन्य सैंपलिंग दर में कमी और हम फिर फ्रिकवेंसी रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे और उन उपकरणों को प्राप्त करेंगे जिनके द्वारा हम अपसैंपलिंग और डाउनसैंपलिंग कर सकते हैं ध्यान दें कि फ़िल्टरिंग अपसैंपलिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होगा यह डाउनसम्पलिंग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होगा जिसे हम अगली कक्षा में देखेंगे धन्यवाद